सभी को नमस्कार इस कक्षा में हम सीरियल एडिशन मल्टिप्लिकेशन Multiplication गुणा और डिवीज़न में शिफ्ट रजिस्टर के उपयोग को देखेंगे जिसका मतलब है अरिथमेटिक Arithmetic अंकगणित सर्किट बनाने में हमने उन्हें देखा है इस एडिशन Serial Addition मल्टिप्लिकेशन Multiplication गुणा और डिवीज़न कॉम्बिनेशनल लॉजिक संबंधी चर्चा में और वहां हमने बताया कि इसके लिए अन्य तरीके अन्य तरीके हैं और उनमे से एक सीक्वेंशियल लॉजिक आधारित इम्प्लीमेंटेशन Implementation कार्यान्वयन है तो हम देखेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग करके यह कैसे किया जा सकता है तो हम सीरियल एडिशन के साथ शुरू करते हैं तो सीरियल एडिशन में हमारे पास यह शिफ्ट रजिस्टर है दो शिफ्ट रजिस्टर जिसे हम कहते हैं रजिस्टर ए और रजिस्टर बी तो इसमें हम जिन दो नंबर्स को ऐड करना है उसे डालते हैं और जब आप इसे क्लॉक देते हैं तो यह सीरियल आउट रूप में मिलता है सीरियल रूप में बाहर मिलता है और जिस तरह से इसे लगाया जाता है मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट वह इस तरफ है और लीस्ट सिग्नीफिकेंट बिट दूसरी तरफ है तो यहाँ यह ऐसा है यदि यह A7 है तो यह A0 है तो यह LSB है और यह MSB है इसी तरह यह B7 है और यह B0 है तो इसे शुरू में इस तरीके से रखा जाता है तो इसके बजाय अगर अगर हम कम्यूटेटरल लॉजिक संदर्भ में 8 बिट एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि आठ ऐडर यूनिट्स Units इकाइयों की आवश्यकता है यहां हम केवल एक ऐडर यूनिट Unit इकाई का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप यहाँ देखते हैं और हम इसे बार बार उपयोग कर रहे हैं प्रत्येक क्लॉक चक्र में यह एक बिट को ऐड कर रहा है और यहां उत्पन्न होने वाला कैरी आउटपुट को डी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर Store संग्रहीत किया गया है और इसे अगले बिट में एडिशन के लिए यहां वापस दिया गया है और जो सम बिट उत्पन्न हो रहा है वह सीरियल इन के रूप में आ रहा है और रजिस्टर ए में स्टोर Store संग्रहीत हो रहा है यहां स्टेट्स का क्या होता है रजिस्टर बी जो सीरियल इन है वहां हम एक और नंबर डाल सकते हैं अगर आप लगातार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ABCD दो से अधिक संख्याओं के एडिशन के लिए देख रहे हैं तो हम उस समय हम C को इस विशेष सीरियल इन के माध्यम से दे सकते हैं तो 8 क्लॉक पल्सेस के बाद क्या होगा उस ए प्लस बी AB का परिणाम कैरी के साथ यहां स्टोर Store संग्रहित किया जाएगा और तब तक सी पहले ही यहां लोड हो जाएगा तो एक और 8 क्लॉक पल्स के साथ ए प्लस बी प्लस सी ABC उत्पन्न होगा तो यह जिस तरह से आगे बढ़ेगा तो हम एक उदाहरण देख सकते हैं उदाहरण के लिए हम दो संख्याओं को लेते हैं एक चार 0 1010 तो यह A है और यह B शुरू में लोड किया गया है और Q 0 है और तब एक क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा तो 1 और 0 इसे ऐड किया जा रहा है तो यह 1 है तो यह 1 एक क्लॉक पल्स के बाद होगा क्योंकि इसे यहाँ वापस दिया गया है यह यहीं पर आएगा क्योंकि कैरी 0 जेनरेट हुआ है 10 यहाँ है कोई कैरी नहीं है तो Q केवल 0 होगा तो 0 यहाँ आएगा और एक क्लॉक पल्स के बाद B के लिए एक क्लॉक पल्स के बाद अगली संख्या या कुछ अन्य वैल्यू जो आप जानते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है वह यहाँ आएगा तो अगर यह अगली संख्या है यदि यह 0 है तो 0 वहां होगा या 1 है तो वहां 1 होगा अन्यथा हम कहते हैं कि यह डोंट केयर Don't Care है हम परवाह नहीं करते हैं तो अगली क्लॉक पल्स पर क्या होगा इसके भीतर क्योंकि यह एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक है 1 प्लस 1 जो 0 है और कैरी के रूप में 1 उत्पन्न हुआ है तो यह 0 है और कैरी के रूप में 1 इसी क्लॉक साइकिल में उत्पन्न हुआ है लेकिन हमें इसके लिए क्लॉक ट्रिगर की आवश्यकता है इस 0 को इधर लाने के लिए तो अगली क्लॉक ट्रिगर तो यह 0 जो उत्पन्न हुआ है वह यहाँ पर आ जाएगा 1 को धक्का दिया जाएगा सभी को धक्का दिया जाएगा तो 10 यहाँ आ रहा है अब यह कैरी जो इस इनपुट पर था ट्रिगर के साथ वह यहाँ पर आ जाएगा और यह वहाँ है और बी के लिए इस तरह का अन्य इनपुट आएगा तो यह इस तरह से करता रहेगा और आठ क्लॉक पल्स के बाद एडिशन पूरा हो जाएगा और यहाँ हम इसके स्नैपशॉट को देख सकते हैं तो A7 से A2 तक दो क्लॉक पल्सेस के बाद जहां यह है तो B7 से B2 यहां है तो ये A2 B2 हैं और C1 जो पिछली क्लॉक का कैरी है पिछला एडिशन पिछला बिट नंबर 1 A1 और B1 का एडिशन यहां है और S2 क्लॉक के साथ प्रवेश कर रहा है अगली क्लॉक 3 S2 यहां प्रवेश करेगा और इन दोनों स्थान अगली संख्या या कुछ जंक वैल्यू या इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि इस विशेष स्थान में कौन सी वैल्यू आ रही है तो पहले हम इसे एक बार में कर रहे हैं हमें इस एडिशन को पूरा करने के लिए आठ क्लॉक सेकंड की आवश्यकता है तो यह अंतर है कॉम्बिनेशनल लॉजिक का उपयोग कर पैरेलल एडिशन और सीक्वेंशियल लॉजिक का उपयोग करके सीरियल एडिशन के बीच में तो वहाँ यह तेज़ था लेकिन अधिक हार्डवेयर की आवश्यकता थी यहाँ यह धीमा है इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है लेकिन यह है कि यह क्लॉक पर्याप्त रूप से तेज़ है तो आप जानते हैं यह रियल टाइम में किया जाएगा तो अगला हम सीरियल मल्टिप्लिकेशन देखते हैं सीरियल मल्टिप्लिकेशन में हम क्या कर रहे हैं पहले आइए हम उस हार्डवेयर से परिचित हों जिसका हम उपयोग कर रहे हैं तो दो फैक्टर्स जो प्रोडक्ट के लिए चाहिए एक है x3 x2 x1 और x0 और दूसरा है y3 y2 y1 और y0 और उसके अलावा हम एक 7 बिट ऐडर का उपयोग कर रहे हैं ध्यान दें कि यह 7 बिट ऐडर और एक रजिस्टर जो 8 बिट लंबा है तो हम 4 बिट और 4 बिट मल्टिप्लिकेशन का एक उदाहरण दे रहे हैं और इसे अन्य मामलों के लिए भी किया जा सकता है तो यह एक लैच है यह एक शिफ्ट रजिस्टर है और तीर की दिशा दिखाता है कि धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट हो जायेगा तो पहले हम आप जानते है y3 के साथ मल्टीप्लाई Multiply गुणा करेंगें आपको आंशिक प्रोडक्ट मिलेगा जो ऐड होगा फिर हम y2 के साथ मल्टीप्लाई Multiply गुणा करेंगे और इन AND गेट का आउटपुट आपको बिटवाइज़ मल्टिप्लिकेशन देंगे इन x3 से x0 को y2 से मल्टीप्लाई Multiply गुणा करेंगे हम निश्चित रूप से एक उदाहरण देखेंगे और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए m शुरू में 0000 0000 से लोड हुआ है यह है कि m0 से m6 तक की वैल्यू एडिशन के बाद m1 से m7 में यहाँ आ रही है कृपया इस भाग पर ध्यान दें तो स्वाभाविक रूप से इस संरचना में एक लेफ्ट शिफ्ट है लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है व्यवस्था इस तरह की है वायरिंग ऐसी है कि लेफ्ट शिफ्ट तब हो रहा है जब हम एडिशन का परिणाम लोड कर रहे हैं अब यह 7 बिट एडिशन जिसके लिए 7 बिट्स यहाँ से लिए गए हैं और यह AND बैंक जिसमे पहले की आवश्यकता नहीं है हम एक उदाहरण देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है तो इन तीन AND का आउटपुट ऐडर में जा रहा है और बाकी के मामलों के लिए हमारे पास 0 होगा ताकि दोनों पक्ष 7 बिट के साथ हों तो यह इसका हार्डवेयर हिस्सा है और यह शिफ्टिंग और लोडिंग एक ही क्लॉक एज में नहीं हो रहे हैं तो जब शिफ्टिंग हो रही है उस समय लोडिंग नहीं हो रही है तो जब शिफ्ट नेगेटिव एज पर होता है उसके ठीक बाद यह कॉम्बिनेशनल सर्किट अपना काम करता है जो भी प्रोपगेशन डिले Propagation Delay प्रसार देरी है उसके बाद परिणाम उपलब्ध होता है अगली पॉजिटिव एज पर यह लोड हो जाता है ताकि एक क्लॉक साइकिल में ही पूरी चीज हो जाए लेकिन यह इस तरीके से है और हम जो उदाहरण लेंगे वह वही 1101 है जो हमने पहले से देखा है मल्टीप्लायर के लिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की चर्चा में और हमने देखा कि यह परिणाम था और इसकी दशमलव वैल्यू 143 थी हम अगली स्लाइड में उस उदाहरण को देखेंगे तो यह सर्किट थोड़ा छोटे रूप में आसानी से समझने के लिए यहां रखा गया है और हम इस x3 x2 x1 और x0 के साथ शुरू करते हैं यह हमेशा होता है 1101 और y3 y2 यह यहाँ पर शिफ्ट होगा तो पहले y3 को माना जाएगा y3 1101 के साथ एंड हो रहा है तो एंड का आउटपुट यहाँ पर एंड का आउटपुट उनकी वैल्यू क्या होगी 1101 ही है इस का आउटपुट 1101 है M का आउटपुट शुरू में सभी 0 है और इन सभी 0 में से आठ बिट्स जो नीले रंग में हैं में से ये नीला सात 1 है x3x2x1x0 1101 y3y2y1y0 1011 तो ये वापस ऐडर के इनपुट पर दिए जा रहे हैं तो ये सात वहाँ होंगे और दुसरे ऐडर के इनपुट पर क्या है इसका उपयोग नहीं किया है यह सर्किट डायग्राम Diagram आरेख के अनुसार सीधे आ रहा है जिसे आप देख सकते हैं m0 और बाकी तीन को जिसका मतलब है 110 तो यह 110 और बाकी चार 0 हैं बाकी चार 0 हैं बाकी चार 0 हैं और यह 110 है यह सात बिट्स A और B के रूप में ऐडर पर जा रहे हैं तो परिणाम क्या है तो यह 1 सीधे 1 के रूप में आ रहा है और अन्य मामले तो यह 0 है यह 1 है और यह 1 है और बाकी 0 हैं और क्लॉक ट्रिगर के बाद क्या हो रहा है यहां क्या दिया जा रहा है यहां क्या लोड हो रहा है तो यह m0 यह 1 सीधे यहां लोड किया जा रहा है और ऐडर का आउटपुट m1 से m7 पर आएगा तो अब यह m की वैल्यू है यह m की वैल्यू है यह निगेटिव एज में शिफ्ट हो रही है तो यह बन रहा है जो AND गेट का आउटपुट है सब 0 है m का आउटपुट अब यहाँ है जो कुछ भी है अगली क्लॉक साइकिल की शुरुआत में आउटपुट है यह M का आउटपुट है और यह ऐडर के इनपुट के रूप में जा रहा है m0 से m6 तक m0 से m6 तक तो यह ऐडर के इनपुट में जा रहा है नीले रंग में और उसमे क्या ऐड हो रहा है यह 3 बिट्स है तो इस मामले में ये सभी 0 हैं और बाकी सभी 0 हैं और यह 0 सीधे आ रहा है तो इस एडिशन का परिणाम क्या होगा यह वहाँ है एडिशन का परिणाम तो आप प्रभावी रूप से क्या देखते हैं कि यह सिर्फ तभी शिफ्ट हो रहा है जब आप इस विशेष मामले में इसे 10 से मल्टीप्लाई Multiply गुणा कर रहे हैं यह हो रहा है पहले वाला ठीक से मल्टीप्लाई Multiply गुणा हो रहा है और फिर इसे 0 के लिए केवल शिफ्ट किया जा रहा है एक से तो यह अंतर्निहित शिफ्टिंग है जो हो रही है हम कोई भी शिफ्ट रजिस्टर आधारित शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है और हम क्लॉक साइकिल की बचत कर रहे हैं और सर्किट की जटिलता भी कम हो गई है तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है इस शिफ्ट रजिस्टर की वैल्यू 000 हो जाती है यह m रजिस्टर 00011010 हो जाता है तो 00011010 और अब फिर से इसे शिफ्ट किया जा रहा है यह 1 आएगा y1 आएगा तो AND गेट का आउटपुट क्या है 1101 और उसमें से यह 1 सीधे आयेगा और 110 के बाद में चार 0 लगा कर 7 बिट ऐडर के B इनपुट पर जायेगा और A इनपुट के लिए यह m0 से m6 तक यहाँ आ रहा है m0 से m6 तक उसके बाद यदि आप इसे एड करते हैं तो यह 1 है फिर 1 प्लस 1 0 है 1 प्लस जो कैरी है 1 0 कैरी 1 है 0 कैरी 1 0 और फिर हमें 1 मिला है तो यह आपका m रजिस्टर है जो कि 3 क्लॉक के बाद वैल्यू लेगा तो यह अब अगले क्लॉक साइकिल में यहाँ आ रहा है और यह इनपुट है m0 से m6 तक 7 बिट्स ऐडर के इनपुट के रूप में जायेंगे और यहाँ फिर से y0 1 है तो यह 1101 यह 1 सीधे यहाँ आ रहा है और 110 और चार 0 एडिशन में भाग ले रहे हैं तो जो हमें मिलता है वह 1 है यह 1 है यह 1 है और यह 1 है और यह तीन 0 है और 1 तो क्लॉक ट्रिगर के बाद यह ऐडर का आउटपुट है यह वैल्यू है जो कि हमें यहाँ मिलती है तो यह 128 है और यह चार 1 15 - 143 तो यह वह तरीका है जो हम देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि हम कर सकते हैं इस आंशिक प्रोडक्ट और शिफ्ट के माध्यम से हम मल्टिप्लिकेशन प्राप्त कर सकते हैं तो यह वही उदाहरण है जिसे हमने पहले देखा था आप परिणाम की तुलना कर सकते हैं और आप इसे हाथ से खुद भी कर सकते हैं अब हम डिवीज़न Division विभाजन को देखेंगे डिवीज़न Division विभाजन के लिए हम बस उस सर्किट को बनाएंगे जिसका उपयोग हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के लिए किया था उसके इसका सीक्वेंशियल संस्करण को तो जिसके लिए मैं उस विशेष यूनिट सेल आधारित आर्किटेक्चर को लाया हूं जिस अरे का हमने उपयोग किया था तो यदि आपको याद है तो अच्छा है अन्यथा कृपया उस लेक्चर को फिर से देखें मेरा मानना है कि वह लेक्चर 30 है सप्ताह 6 का अंतिम लेक्चर तो यह आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह डिवीज़न Division विभाजन कैसे होता है तो हमने इस उदाहरण को लिया है जो दाहिने हाथ की ओर है तो वही उदाहरण मेरा मतलब है कि जो हम उस विशेष लेक्चर मॉड्यूल में भी देख सकते हैं तो यह डिविडेंड है यह डिवाईज़र है यह क्वॉशैंट है और यह रिमेंडर है और हमने देखा था कि वास्तव में यह कैसे कैलकुलेट हो रहा है और हम इन संख्याओं पर कैसे पहुंच सकते हैं तो यह डिविडेंड D6 D5 D4D3 इन बिट्स को पहले लिया जाता है और फिर धीरे धीरे D2 D1 D0 0 को लिया जाता है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले सर्किट में सीक्वेंशियल लॉजिक आधारित सर्किट में हम यह भी देखते हैं कि शुरू में D6D5D4D3 वहाँ हैं ये 4 बिट्स हैं फिर D2D1D0 हैं तो यह 7 बिट 4 बिट से डिवाइड हो रहा है यह एक विशिष्ट उदाहरण है तो आप इसे इसी तरह 8 बिट और अन्य मामलों के लिए भी कर सकते हैं और हर मामले में इस d3 d2 d1 और d0 को देखें जो सब्ट्रैक्शन प्रक्रिया में भाग ले रहा है या तो सब्ट्रैक्शन परिणाम आउटपुट में जा रहा है या यह x आउटपुट में जा रहा है मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से यहाँ 21 मल्टीप्लेक्सर है तो यह बोरो है जो इसे तय कर रहा है और बोरो आउट इन्वर्ट करके जो मिल रहा है वह क्वॉशैंट है और अंत में रिमेंडर यहां आ जायेगा और ये क्वॉशैंटस हैं और यह क्वॉशैंट भी यहाँ उपलब्ध है इस ओर तो यहाँ भी आपको यह क्वॉशैंट मिलता है दाहिने हाथ की ओर भी आपको क्वॉशैंट मिलता है हमारे पास उस उदाहरण में था जिसे हमने बाएं हाथ की ओर से लिया था लेकिन हम इस आउटपुट से भी ले सकते थे तो यह हमने उस वाली कक्षा में किया था तो अब हम देखते हैं कि यह कैसे लागू किया जा रहा है तो D6 D5 D4D3 से हम शुरू करेंगे फिर D2 D1 D0 सीक्वेंशियली लिए जायेंगे और हर बार d3 d2 d1 d0 पर विचार किया जाएगा q3 q2 q1 q0 बोरो के माध्यम से उत्पन्न होंगे और अंत में रिमेंडर होगा तो यह वह चीज है जिस पर हम ध्यान देते हैं और यह है कि सीरियल डिवीज़न कैसे होता है तो सबसे पहले आप इस D0 से D6 को वहां देख सकते हैं इसके अलावा एक और बिट है जिसे हमने रखा है तो यह 8 बिट रजिस्टर है तो इस 8 बिट में से मेरा मतलब है मूल रूप से हम इसे दो हिस्से में बाँट रहे हैं 4 बिट रजिस्टर पैरेलल इन पैरेलल आउट प्रकार का और एक 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है तो D0 से D3 एक 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है और यह एक पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर है और यह सिर्फ एक लैच या एक पैरेलल आउट रजिस्टर है जो आवश्यकता के आधार पर सीरियल इन पैरेलल इन हो सकता है एक बार लोड होने के बाद मेरा मतलब है यह नहीं है की आउटपुट हमेशा उपयोग किया जा रहा है और ये यूनिट सेल हैं इसके केवल एक बैंक की आवश्यकता है क्योंकि यह सीक्वेंशियली उपयोग किया जाता है तो यह कैसे काम करता है यह उस एक को कैसे लागू करता है जिसे हमने देखा था सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट तो यहाँ इस मामले में तो शुरुआत में D6D5D4D3 आप यह देख सकते हैं कि यह आउटपुट यहाँ से लिया गया है और D7 भी है पहले शुरुआत में D7 काम का नहीं है तो D6D5D4D3 जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है और यह उस वाले ब्लॉक से होकर गुजरता है और जो कुछ भी उत्पन्न होता है यह q यह आउटपुट यह भी यहीं से उत्पन्न होता है तो इसे उपलब्ध कराया जाता है यह है यह एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक ब्लॉक है अब क्लॉक के साथ क्या होता है यह क्वॉशैंट q0 यहाँ आता है और D2 D3 की जगह आता है और अब यह D6 D5 D4 और मेरा मतलब है कि आप जानते हैं जो वैल्यू यहां यूनिट सेल से आती है या तो यह या सब्ट्रैक्शन वैल्यू लॉजिक के अनुसार जो वहां होगी उस के साथ D3 D2 भी आता है तो ये तीन वैल्यू 1 2 3 और D2 विचार में आते हैं और प्रत्येक मामले में d3 d2 d1 d0 वहाँ है फिर से अगली बार यह यह यह यह विचार में आ रहा है और D1 भी चर्चा में आता है तो यह है कि यह कैसे प्रगति करता है एक ही चीज को एक ही तरीके से लागू किया जाता है आपने जो उदाहरण देखा था वह बस यहाँ पर रखा जा सकता है और क्लॉक के साथ आप देख सकते हैं यह यहाँ से ठीक उसी तरह आगे जाता है और अंत में वही परिणाम मिलेगा और जैसा कि हमने पिछले मामले में उल्लेख किया था यहाँ भी यह 1 और 5 फुल सब्ट्रैक्टर के बजाय हाफ सब्ट्रैक्टर का उपयोग कर सकता है फिर से मैं कहता हूं कि हम उस डिवीज़न Division विभाजन प्रतिमान का अनुसरण कर रहे हैं जिसका उपयोग हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आधारित डिवाइडर सर्किट चर्चा में किया था तो कृपया इसे देखें और फिर यहां वापस आएं आपको समझने के लिए आसान होगा तो इसके साथ हम इस कक्षा के निष्कर्ष पर आते हैं तो आपने क्या देखा है सीरियल एडिशन एक ऐडर सर्किट ऐडर यूनिट Unit इकाई बार बार उपयोग करता है जहां शिफ्ट रजिस्टर से लगातार बिट्स प्रस्तुत किए जाते हैं और इसका कैरी हिस्सा डी फ्लिप फ्लॉप द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है सीरियल मल्टीप्लायर रियलाईज़ेशन में एक फैक्टर को एक शिफ्ट रजिस्टर के माध्यम से शिफ्ट किया जाता है और एंड गेट का एक समूह और ऐडर ब्लॉक का बार बार उपयोग किया जाता है ऐडर परिणाम को स्टोर करने में एक लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है स्टोरेज वाले हिस्से को इस तरह से बुद्धिमानी से बनाया जाता है कि हमें अलग से किसी भी शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं हो जिसे हम मल्टिप्लिकेशन प्रक्रिया में देखते हैं तो सीरियल डिवाइडर रियलाईज़ेशन में जो हमने देखा था कि हमारे पास एक यूनिट सेल आधारित दृष्टिकोण है जहां एक यूनिट सेल के एक समूह में सबट्रैक्टर और मल्टीप्लेक्सर शामिल हैं जिसका बार बार उपयोग किया जाता है और डिवाइडर सर्किट में ये यूनिट सेल डिविडेंड बिट्स प्राप्त करते हैं एक रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर के माध्यम से जहां शिफ्ट रजिस्टर निचले 4 बिट्स देता है और रिमेंडर को हायर बिट्स में स्टोर Store संग्रहीत किया जाता है जो कि डी 7 से डी 6 डी 5 डी 4 है जिस तरह से आपने देखा है और D3 से D0 में क्वॉशैंट होता है तो इसके साथ हम शिफ्ट रजिस्टर पर चर्चा समाप्त करते हैं धन्यवाद